इस कोर्स में आप चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक IoT के बारे में सीखने जा रहे हैं तो हम पाठ्यक्रम में विस्तार से इनमें से प्रत्येक की गहराई में उतरें हालाँकि पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन तकनीकों का केंद्र क्या है तो IIoT औद्योगिक IoT है जो उद्योगों में IoT के अनुप्रयोगों में उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सुविधा है हमें उन औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा तो यह वह जगह है जहां औद्योगिक IoT प्रयोग में आता है और बहुत लोकप्रिय भी है विशेष रूप से उद्योग में आजकल विश्व स्तर पर अधिकांश उद्योग बदल रहे हैं उन्हें औद्योगिक क्रांति 40 अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया गया है और वे IIoT प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में बदल रहे हैं इसलिए हम औद्योगिक क्रांति 40 और IIoT में से प्रत्येक के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे परंतु पहले हम यह जाने की IoT क्या है यकीनन IoT इंटरनेट की चीज़ों के बारे में है IoT एक तकनीक है जो कोशिश करता है विभिन्न चीजों भी शामिल है कम्प्यूटेशनल के साथ साथ पारंपरिक कम्प्यूटेशनल डिवाइस किया जा सके इसके विभिन्न उपयोग हैं उदाहरण के लिए स्मार्ट IoT शहरों और घर को स्मार्ट बनाने में उपयोग में लिया जा सकता है औद्योगिक संदर्भ में हम औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और स्वायत्त बनाने के लिए इन सभी के विस्तार के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे है तो हम प्रत्येक पर गौर करें

सेंसर क्या है यह समझने की कोशिश करते हैं सेंसर कर सकता है एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है इसी तरह एक्चुएटर व साथ में प्रोसेसर भी एक ट्रांसड्यूसर है ट्रांसड्यूसर तब आउटपुट देता है ट्रांसड्यूसर इस तरह से कार्य करता है ट्रांसड्यूसर को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है उदाहरण के लिए पारंपरिक माइक्रोफोन के द्वारा हम उन्हें सुन सकते हैं यह एक माइक्रोफोन की मूल कार्य प्रणाली है एक स्पीकर भी ऊर्जा का विद्युत के रूप से ध्वनि में एक कनवर्टर है तो एक स्पीकर भी ट्रांसड्यूसर का एक और उदाहरण है इसी तरह एंटेना सेंसर जैसा कि इस नाम से पता चलता है कि यह है अपने ही पर्यावरण जहां यह संचालित किया जा रहा होता है के कुछ भौतिक परिमाण का बोध करता है जो पर्यावरण की विशेषता बताता है उदाहरण के लिए एक तापमान सेंसर वातावरण के तापमान में परिवर्तन को महसूस करता है जहां इसे तैनात किया गया है और जहां का संचालन किया जा रहा है सेंसर में परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा समझा जा सकता है एक सेंसर मूल रूप से प्रणाली हैं यह उत्तेजना तापमान में परिवर्तन प्रकाश मे परिवर्तन हो सकता है या गैस में परिवर्तन उदाहरण के लिए एक गैस सेंसर विभिन्न गैसों में हुए परिवर्तनों को भांप लेता है गैस सेंसर जैसे मीथेन गैस सेंसर एक कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर वातावरण में इन गैसों की मात्रा में बदलाव को महसूस करने के लिए तैयार किया गया है इसलिए गैस सेंसर पर्यावरण के संदर्भ में विभिन्न गैसों की उपस्थिति की निगरानी के लिए उपयोगी है वे खनन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं कोयला खानों में मीथेन गैस में वृद्धि का पता लगाने के लिए मीथेन सेंसर का उपयोग किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं ये गैसें बहुत खतरनाक हैं इन गैसों की भौतिक मात्रा सेंस में बदलाव के रूप में लगता है तो यहाँ कुछ सेंसर सेंसर भी उपलब्ध हो सकते हैं यह एक तापमान और आर्द्रता डिटेक्टर सेंसर है अब मुझे देखने दें कि क्या मैं आपको इनमें से कुछ अलग सेंसर दिखा सकता हूं तो यह एक PIR सेंसर है इस एक अल्ट्रासोनिक हो जाता है और दूसरे द्वारा पता लगाया जाता है इसके आधार पर कोई विशेष बाधा कितना दूर है या कोई बाधा में इसकी सीमा है इसका पता लगाया जाता है चलो मैं आपको दूसरा सेंसर दिखाता हूं जिसे कलर सेंसर कहते हैं यह अलग अलग प्रकार के रंगों का पता लगा सकता है यह एक एक्सीलरोमीटर सेंसर है यह गैस सेंसर है जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता लगाता है फिर हम आपके लिए एक और सेंसर भी लाए हैं जो रेन गेज है वर्षा सेंसर बारिश का पता लगाता है सेंसर की विशेषताओं को दो प्रकारों स्थिर विशेषताओं अपना ऑपरेशन शुरू करता है तो सामान्य तौर पर स्थिर स्थिति में आने के लिए इसे कुछ समय लगता है अनेक मामलों मे ऐसा जरूरी नहीं स्थैतिक विशेषताओं स्थिर स्थिति में एक सेंसर की विशेषताएं हैं एक बार सेंसर ने अपनी स्थिर स्थिति प्राप्त कर ली इनपुट में परिवर्तन के जवाब में सेंसर का आउटपुट महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलता है गतिशील विशेषताएं सेंसर के स्थिर अवस्था प्राप्त से पहले सिस्टम के एक इनपुट के लिए क्षणिक प्रतिक्रिया के गुणों के बारे में बताता है स्थैतिक विशेषताओं में सटीकता की रेंज सबसे कम मात्रा से लेकर उच्चतम मात्रा तक किसी तापमान सेंसर के संचालन की सीमा सबसे कम तापमान से लेकर उच्चतम तापमान तक का मापन उस विशेष सेंसर की रेंज है रेजोल्यूशन और सेंसर द्वारा किए गए माप के बीच का अंतर को कहते हैं संवेदनशीलता सेंसर का मूल्य सीधी रेखा वक्र से विचलन है ड्रिफ्ट समान रखी जाए इनपुट में बदलाव होने पर सेंसर कितना अच्छे से अपनी प्रतिक्रिया को मापता है इसलिए यह एक जीरो ऑर्डर सिस्टम का उदाहरण है पहला ऑर्डर सिस्टम करेगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम करेगी ये इन सेकंड ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट रिस्पांस है सेंसर को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है उन्हें निष्क्रिय सेंसर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है एक निष्क्रिय मिट्टी की नमी जल स्तर तथा तापमान सेंसर हैं सक्रिय सेंसर सक्रिय सेंसर है एनालॉग में निरंतर भिन्नता दिखाता है डिजिटल सेंसर डिजिटल तथा तापमान सेंसर Scalar sensors are basically the ones which will measure only the magnitude of the input parameter The response of a sensor is a function of the magnitude of the input parameter And these are not affected by the direction of the input parameter Examples are temperature sensor gas sensor strain sensor color sensor smoke sensors The detection of these parameters do not depend on the change in the direction of the input change in the direction of temperature change in the direction of gas etc अदिश की गणना इनपुट की दिशा में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती ना ही तापमान में परिवर्तन पर और ना ही गैस की दिशा में परिवर्तन आदि पर Vector sensors are those sensors whose response depends on the magnitude the direction and the orientation Examples are accelerometer gyroscope magnetic field and motion detector sensors वेक्टर सेंसर इसके उदाहरण हैं In this particular figure an actuator takes two inputs one input is the energy And together the actuator produces some kind of a motion such as the force or whatever So an actuator is a part of the system that deals with the control action required the mechanical action There are many others but these are some of these pictures of actuators इस चित्र में एक एक्ट्यूएटर कार्रवाई से संबंधित है कई दूसरे एक्चुएटर्स भी होते हैं उनमें से कुछ की तस्वीरें यह है तो यह एक एक्ट्यूएटर है एक विद्युत रिले यह रिले विद्युत ऊर्जा को किसी प्रकार की यांत्रिक क्रिया को चालू या बंद करना फिर ये है एक मोटर एक डीसी मोटर मोटर अनेक प्रकार की हो सकती है और इनमें से प्रत्येक एक्चुएटर का उदाहरण है और मैं आपको एक और एक्ट्यूएटर दिखाता हूं जो मूल रूप से एक अन्य प्रकार का मोटर है जो स्टेपर मोटर के नाम से जाना जाता है आपके पास इन जैसे एक्ट्यूएटर भी हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश पहले ही सही देख चुके हैं यह एलईडी में चालू या बंद किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक गैस की उपस्थिति एक एक्ट्यूएटर एक इनपुट के रूप में एक नियंत्रण संकेत लेता है और फिर यह अपना ऑपरेशन करता है तो यहाँ एक डीसी मोटर की तस्वीर है और मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं की एक डीसी मोटर कैसी लगती है इसी तरहइलेक्ट्रिक रिले एक और उदाहरण है ये एक्चुएटर्स के अलग अलग उदाहरण हैं इलेक्ट्रिक मोटर सोलनॉइड वाल्व एक्ट्यूएटर हो सकते हैं एक्ट्यूएटर्स को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिक लीनियर अब हम इस इलेक्ट्रिक लीनियर एक्ट्यूएटर का खुला या बंद होना दरवाजे के ताला लगना मशीन गतियों को रोकना इलेक्ट्रिक रोटरी एक्चुएटर और अन्य विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक रोटर एक्चुएटर का उदाहरण हैं फिर आपके पास फ्लुएड पावर लिनियर पैदा करता है फिर आपके पास फ्लूइड पावर रोटरी में दिखाई देने वाले चित्र को देखते हैं रोटेशनल गति प्रस्तुत है जो इन एक्चुएटर्स का एक आउटपुट फिर आपके पास लीनियर चेन में उपयोग किया जाता है फिर हमारे पास मैनुअल लीनियर मे बदलाव के लिए किया जाता है फिर आपके पास मैन्युअल रोटरी संचालन के लिए या जाता है तो इसके साथ हम सेंसर और एक्ट्यूएटर्स पर इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेंसर और एक्चुएटर्स मूल रूप से IoT और IIoT आधारित प्रणाली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं और आप जानते हैं हर जगह आप देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में हम सेंसर और एक्ट्यूएटर्स के उपयोग और इस प्रारंभिक समझ के बारे में बात कर रहे हैं इनमें से प्रत्येक के बारे में सेंसर और एक्ट्यूएटर की समझ IIoT कैसे काम करता है इसे गहराई में समझने के लिए आवश्यक है These are some of these references given in the slide स्लाइड्स में कुछ रिफरेंस दी गई हैं Thank you धन्यवाद